आपका फिर से स्वागत है और सुप्रभात आप सुन रहे हैं NPTEL ऑनलाइन प्रमाणीकरण कोर्स भाषण प्रभावशाली लेखन पर और आपके सामने खड़े हैं बिनोद मिश्रा मै आशा करता हूँ आपको पसंद आ रहे हैं यह भाषण मेरे प्रिय दोस्तों अभी हम चरचा कर रहे हैं शैक्षिक लेखन की इस भाषण के पहले भाग में आपको पहले ही परिचित कराया गया है प्रभावशाली लेखन के विभिन्न अनिवर्यों से शैक्षिक लेखन की रूप में और आपको स्वाद भी पता चली सम्मेलन पत्र और किताब समीक्षा की अब इस भाषण में हम चर्चा करेंगे कागज़ की मेरा मतलब विद्वत्तापूर्ण आर्टिकल और फिर हम देखंगे कैसे विभिन्न शैक्षिक लेखक भले ही सामान ढालना के बने लगते हैं उनमें कुछ अंतर होते हैं तो शैक्षिक लेखन के पहले भाग में सम्मेलन पत्र समझने के बाद अब हम एक नज़र दाल सकते हैंशोध पत्रपर चाहे आप शिक्षा की क्षेत्र में हैं या आप कुछ अनुसंधान क्र रहे हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी या किसी क्षेत्र में कहिए उदाहरण के लिएमानविकीऔर सामाजिक विज्ञान या कुछ भी आप हमेशा कुछ अनुसंधान से मिलते हैं जो आप वास्तव में बाहर की दुनिया को प्रस्तुत करना चाहते हैं अब आप शायद सोच रहे होंगे क्या एक शोध पात्रअलग है सम्मेलन पात्र से मुझे लगता है दोनों पर शोध जिया जाता है मगर फिर सम्मेलन पत्र में आप जान पाए कि वह पढ़ कर सुनाए जाते हैं वह मौखिक रूप थे लिखित कागज़ का अब यहाँ हम बात कर रहे होंगे लिखित कागज़ के कई सीमाओं के बारे में और कि कैसे और किस तरीके से एक शोध पत्र को लिखा जा सकता है चलिए एक प्रकार की कार्यात्मक परिभाषा रखते हैं शोध पत्र की एक शोध पत्र एक विशिष्ट रूप है अर्थप्रकाशक लेखन का मुझे लगता है आप परिचित हैं इस शब्द अर्थप्रकाशक लेखन से जब हम चर्चा कर रहे हैं निबंध लेखन की हम इस शब्द मिले थे अर्थप्रकाशक निबंध एक अर्थप्रकाशक निबंध एक निबंध था जिसे वास्तव में समझाना पड़ता था उसी तरीके से एक शोध पत्र एक विशिष्ट रूप है अर्थप्रकाशक लेखन का जहाँ एक लेखक कोशिश करता है बढ़ाने की कोशिश करता है दुनिया कीछात्रवृतिबढ़ाने की आपने पहली ही भाग लिया है कई सम्मेलन में आपने अपनी दृष्टिकोण प्रस्तुत की है अपनी दृष्टिकोण पर आपने अच्छे से तर्क भी दिए बांटे भी गए दूसरों से अब आप उसको शोध पत्र का रूप देने जा रहे हैं तो शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य है अपना ज्ञान बांटना कोई विशिष्ट बयान दे कर जो आपके पास बहुत अनुसंधान और खोज के बाद है और दावे जो आपने किएआपने आधारित किया है पूर्व मौजूदा जानकारी की सावधान जांच पर जब भी कोई अनुसंधान करता है वह क्या करता है वह वास्तव में बढ़ाता है मौजूदा जानकारी मौजूदा ज्ञान या विचार किसी विशिष्ट विषय पर कोई अनुसंधान नहीं कर सकता है हर विषय पर हर चीज़ पर मगर फिर अपने व्यवसाय में कोई वास्तव में विकसित या विशिष्ट करता है अपने आप को एक विशिष्ट क्षेत्र में और फिर जब वह एक शोध पत्र लिखने जाता है वह तय करता है जैसा हमने कहा पिछले भाषण में वह तय करता है अनुसंधानअंतरालऔर फिर अपनी दृष्टिकोण डालने की कोशिश करता है कुछ सबूत के टुकड़ों और दावों के साथ अब क्या वास्तव में और कैसे एक शोध पत्रलिखा जाता है अब जैसा मैनेकहा हम सभी लिखते हैं हम सभी कुछ अनुसंधान भी करते हैं तो जब आप कुछ अनुसंधान कर रहे हैं आप वास्तव में चालक की कुर्सी में हैं और फिर जब आप कुछ अनुसंधान करने जा रहे हैं ऐसे चार चीज़ें हैं जिनसे आप मिलेंगे और ऐसे चार अवसर हैं जिनसे आप मिलेंगे यह क्या हैं रोवेना मुर्रे और सैरा मूर ने अपनी किताबशैक्षिक लेखन की पुस्तिकामें कहा कि चार लेखन चालक होते हैं मेरा मतलब लेखन चालक के लिए मेरा मतलब लिखने की आवेग के लिए कुछ जो आपको बढ़ावा दे कुछ जो आपको लिखने के लिए धक्का दे क्या है वह सबसे पहला हैअन्तरक्रियाशीलताऔर बातचीत अन्तरक्रियाशीलता और बातचीत फिर ज्ञान बनाना और बढ़ाना प्राप्तिउत्पादनऔरअनुमोदनऔर फिर प्रवाह अपने लेखन के द्वारा अपने शोध पत्र के द्वारा आप वास्तव में बांटेंगे अपनी अनुसंधान और दर्शकों के साथ कई लोगों के साथ चाहे आप सम्मेलन में जाएं सम्मेलन में उपस्थित होने और कागज़ प्रस्तुत करने या आप शोध पत्र लिख रहे हैं अब आपकी लेखन को पढ़ा जाता है इतने सारे लोगों द्वारा जिन्हें आप नहीं जानते हैं मगर फिर आप उनसे बात करने जा रहे हैं आप अपनी क्षेत्र केविशेषज्ञोंके साथ एक प्रकार की प्रवचन करने जा रहे हैं और कैसे आप करेंगे कि आपको किसी के विचार पता चलें आप वास्तव में सोचेंगे उनकेविचार के बारे में आप उनके विचार कोखंडनकरेंगे और फिर कभी कभी आप तुलना भी करते हैं अपने विचार की और फिर आप कुछ निकालने की भी कोशिश करते हैं उससे जिसे आप अपना अनुसंधान कहतेहैं तो आपके पास ज़्यादा बड़ी सीमा है अन्तरक्रियाशीलतापरस्पर क्रियाऔर बातचीत की और इस तरीके से आप शामिल हो रहे हैं ज्ञान बनाने और बढ़ाने में दुनिया खुश है अनुसंधान के कारण कुछ नया शामिल हुए जा रहा है हर पल याद रखिए आज आप सुन रहे हैं मेरे भाषण को देश के किसी भी कोने से और यह भी केवल अनुसंधान के कारण संभव है और पहले दिनों में हम केवल किताब पढ़ा करते थे कागज़ पढ़ा करते थे मगर अब बिना किताब के भी और बिना व्यक्ति को देखे भी और ज़्यादातर अवसरों पर आप भी मुझे देख रहे हैं हम हैं शायद मै आपको नहीं देख रहा हूँ मगर आप देख रहे हैं तो यह संभव हुआ है केवल अनुसंधान के कारण कुछ भी कुछ जानकारी कोई जानकारी रुक नहीं सकती जानकारी हमेशा प्रक्रिया में होती है दैनिक प्रक्रिया कुछ नई परिवर्धन पाने का कुछ नई संचय में हमें ऐसा क्यों करना चाहिए जैसा मैने कहा पिछले भाषण में क्या हम यह केवलवृद्धिया तरक्की लेने के लिए कर रहे हैं नहीं आप इसे एक उपलब्धि की भावना के लिए भी करेंगे मनोविज्ञान में हम कहते हैं जब हम कुछ वास्तविक करते हैं और हमें कुछ अनुमोदनमिलता है हमें कुछ तारीफ मिलती है हमें एक उपलब्धि की भावना होती है जब एक लेखक अपनी किताब लिखता है और उसकी किताब पढ़ी जा रही है कद्र की जा रही है बहस की जा रही है चर्चा की जा रही है जाँची जा रही है समीक्षा की जा रही है उसे वास्तव में एक संतुष्टि की भावना मिलती है तो संतुष्टि एक प्रेरक शक्ति है यह एक आवेग है और इस संतुष्टि के बाद आपको वास्तव में एक प्रकार का उत्पादन और अनुमोदन मिलताहै शायद कुछ अन्य लोग अपनी अनुसंधान बढ़ा दें आपने जो किया है उसके अनुसार शायद वह उसके आगे ले जाएंगे और फिर जब आप लिखना जारी रखते हैं आपको एक उपलब्धि की भावना आती है जब आपको कुछ उत्पादन मिलता है जब आपके बारे में बात होती है क्या होता है आपको वास्तव में एक प्रकार की प्रवाह मिलती है इस प्रवाह से मेरा मतलब है आप वास्तव में एक प्रकार की विशेषज्ञता विकसित करते हैं आपको एक प्रकार का आराम महसूस होता है जब आप लिखते हैं और यह आता है संतुष्टि से जो आपको मिली लिखने के बाद तो एक शोध पत्र एक योगदान है ज्ञान की दुनिया के लिए और यह एक वृद्धि है दुनिया की छात्रवृत्ति की संचय में आप यहाँ हैं आपने एक कागज़ प्रदान किया है शायद आपका कागज़ पढ़ा जा रहा है किसी से दुनिया की किसी कोने में और एक नई अनुसंधान भी आकर लेने जा रही है आपके कागज़ के बढ़ने के बाद और इस सबको शुरू होने के लिए जैसा मैंने पिछले भाषण में कहा कि शुरुआत में हम सब चिंतित होते हैं हम सब नहीं लिखना चाहते हम में से कई जैसा कई लोग कहते हैं नहीं लिखना चाहते हैं क्योंकि वह सोचते हैं कोई उनकी अनुसंधान पढ़ेगा नहीं कोई उनकी लेखन पढ़ेगा नहीं ऐसा नहीं है कि उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं सब के पास कुछ ना कुछ होता है कहने के लिए मगर फिर यह वास्तव में शुरुआत की कमी हैप्रेरणा की कमी है प्रेरक आवेग की कमी है तो हमें क्या करना चाहिए हमें हमेशा अगर हमारे पास एक विचार है हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए विभिन्न प्रकार की लेखन के साथ प्रयोग करने का ऐसा नहीं है कि आप शुरू करेंगे एक शोध पत्र लिखने से ऐसा देखा गया है और ऐसा देखा गया है ऐसा अनुभव भी किया गया है साक्षात्कार में और कई लेखकों के ऊपर किपहले शुरू किए खत लिख कर संपादक को अख़बारों को फिर कुछ अन्य चीज़ों के रूप में और फिर वह है क्योंकि अनुसंधान एक उभरती प्रक्रिया है लेखन एक उभरती प्रक्रिया है यह एक प्रकार कीश्रेणीहै एक प्रकार की वृद्धि है यह वास्तव में एक प्रकार की उपलब्धिहै जो किसी को एक दिन में नहीं मिलती मेहनत इनाम उपलब्धि के बारे में फिर शायद आप जारी नहीं रख सकते फिर आप शुरू नहीं कर सकते आप क्या कर सकते हैं आप ले सकते हैं इन सभी छोटे प्रकार के लेखन कोआधार सौपानकी तरह और फिर आप शुरू कर सकते हैं हमें हमेशा कुछ संतुष्टि और कुछ आवेग या प्रेरणा मिलती है अगर हम सुनते हैं क्या कीथ यॉर्ट्सहोयकहते हैं लिखने के बारे में चिंता क्योंकिहर कोई जब वह लिखता है वह शुरू करता है लिखना वास्तव में वह एक चिंता की भावना से मिलता है लेखन के बारे में चिंता शायद उसे अंत की तरह देखने से आती है कई लोग केवल मानते हैं कि इस लेखन की आखिरीउत्पाद को कुछ इनाम मिलना चाहिए अबयॉर्ट्सहोयकहते हैं कि हमें हमेशा लेखन को देखना चाहिए ना केवल एक अंत की तरह मगर एक साधन की तरह और यह है जो आपको व्यस्तरखता है एक लेखक के रूप में अगर किसी को महसूस होता है कि केवल एक दिन लिखने से एक कागज़ लिखने से किसी को पुरस्कार मिल सकता है यह बहुत मुश्किल है हमें लिखना जारी रखना चाहिए जब हम पीछे नहीं देखते हैं मगर फिर हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए हम जांचते हैं हम दोहराते हैं हम फिर कहते हैं हम खोजते हैं कुछ कमी है हमारे लेखन में तो मेरे प्रियदोस्तों कहीं ना कहीं आपको शुरू करना होगा और आपके शुरू करने का समय है क्योंकि जैसा किसी ने सही कहा है सही शुरुआत आधा काम है तो चलिए शुरू करते हैं और कहाँ से शुरू करें जब कोई लिखना शुरू करता है सबसे पहली चीज़ मेरा मतलब वह शुरू करता है एक संक्षेप से एक सम्मेलन पत्र का संक्षेप और एक शोध पत्र का संक्षेप एक नहीं हैं वह एक जैसे बहुत हैं मेरे प्रिय दोस्तों मगर फिर आपके शोध पत्र का संक्षेप संक्षेप लिखने से पहले मै मानताहूँ कि आपने पहले ही बहुत अनुसंधानकिया है बहुत साहित्यसर्वेक्षण तो संक्षेप वास्तव में आपको मदद करता हैअध्ययनकी क्षेत्र ढूंढ़ने में आप अपने आप को डालने जा रहे हैं या आप अपने आप को एक विषज्ञ बनाने जा रहे हैं या किसी क्षेत्र में विशेष बनने जा रहे हैं जहाँ आप को कुछ ना कुछ कहना है तो पहला है आप अपनी अध्ययन की क्षत्र खोजिए जब आपने खोज ली आपके सामने अगला कार्य है और फिर जब आप मिले हैं इतने सारे संक्षेपों से और इतने सारे कागज़ हैं डेटाबेस में फिर आपको अंतराल मिले हैं जहाँ आप अपने आप को बैठा सकते हैं और अंतराल समझने के बाद फिर आप तैयार हैं कार्य योजना के साथ अब जब आप तैयार हैं कार्य योजना के साथ आपको क्या करना चाहिए आपको एक विषय चुनना चाहिए पहले भी मैने कहा है कि कई वर्ग हो सकते हैं शीर्षक के कई वर्ग हो सकते हैं कि कैसे शुरू करना चाहिए और किस प्रकार का शीर्षक देना चाहिए कभी कभी आप उसे अभिहस्तांकन के रूप में लेते हैं कभी आप उसे विषय के रूप में लेते हैं मगर उस विषय को आकर्षित बनाना होगा अब क्या मतलब है मेरा आकर्षित से अगर विषय बहुत साधारण है लोग उसमें दिलचस्पी नहीं लेंगे इसलिए इस विषय को शुरुआत में आकर्षित बनाना है आपके पास एक चौड़ा विषय था और क्योंकि अब आप काम करने जा रहे हैं एक विशिष्ट क्षेत्र में और एक विशिष्ट विषय पर आप क्या करते हैं आप उसेसंकीर्णकरेंगे अगर आप देखें कई शीर्षकों को आप पाएंगे कि कई अध्ययन के विषय में जिस तरीके से लोग चौड़ा से वह अपने विषय को संकीर्ण करते हैं वरना आप जानते हैं बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है और क्योंकि यह अनुसंधान होगा हो विशिष्ट है आपको इसे संकीर्ण करना होगा वरना किसी के पास इतना ज़्यादा समय नहीं हर प्रकार के उपलब्धसंसाधनको जांचने का जब आप अपने विषय को संकीर्ण कर देते हैं फिर सहज रूप से आप जाएंगे उपलब्ध संसाधन के लिए विशिष्ट संसाधन विशिष्ट संसाधन आपकी मुख्य जानकारी हो सकती है आपकी अप्रधान जानकारी मुख्य जानकारी हो सकती है किताबों के रूप में अप्रधान जानकारी हो सकती है पत्रिका आर्टिकल्स के रूप में सम्मेलन कार्यवाही के रूप में इलेक्ट्रॉनिक जानकारी के रूप में आजकल आप पाएंगे पीएचडी थीसिस का भी इलेक्ट्रॉनिकअनुवादउपलब्ध है तो यह सभी आपके लिए लाभदायक है जब आप अपने अनुसंधान के विषय को बढ़ाने जाएंगे और आप कुछ नया बनाने जा रहे हैं कुछअभिनवबनाने जा रहे हैं जानकारी की दुनिया को कुछ नया योगदान देने के लिए लिया गया है और आपके पासपर्याप्तसामग्री है तो अब क्या करनाहै शीर्षक पहले से वहाँ है शीर्षक से भी आपने संक्षेप लिखा है अब एक थीसिस बयान दीजिए पिछले भाषण में आप पहले जान गए क्या वास्तव में मतलब है थीसिस बयान का यह थीसिस बयान वास्तव में आपको बताता है क्या आप करने जा रहे हैं क्या है उद्देश्य इस शोध पत्र का ज़्यादातर समय कई लोग समझते नहीं हैं अपनी लेखन का उद्देश्य अपने कागज़ के उद्देश्य के बारे में तो पहले खोजिए थीसिस बयान और थीसिस बयान खोजते समय हम वास्तव में मिलते हैं जब हम जातेहैं जानकारी से ढूंढ़ने संसाधन से ढूंढ़ने पुस्तकालय से ढूंढ़ने कई सूत्रों से हमें क्या करना है हमें एक नोट बनाना है यह नोट बनाना एक बहुत जटिल प्रक्रिया है बहुत कठिन और आप जानते हैं जब लोग नोट बनाते हैं नोट ऐसे तरीके से बनने चाहिए पुराने दिनों में लोग नोट ताश बनाया करते थे अब जब लोग अपनी पीएचडी कर रहे हैं तब भी वह नोट ताश बनाते हैं मगर इन नोट ताशों को व्यवस्थित करना होता है चाहे आप एक पीएचडी थीसिस लिख रहे हैं या आप एक शोध पत्र लिख रहे हैं नोट ताशों कोक्रमांकितकरना है क्योंकि जब आप लेखन स्तर पर पहुँचते हैं आपके पास बहुत सारे सामग्री हैं और आप उनको व्यवस्थित करने के स्थिति में नहीं हैं तो आप नोट बनाते हैं मगर जब आपने नोट बना लिए कृपया कुछ शीर्षक औरउपशीर्षकदीजिए अपने नोटों को अगर आप नोट बना रहे हैं कुछ उद्धरणों का कृपया सुनिश्चित करिए कि आपने ज़िक्र किया है लेखक का नाम किताब का नाम पृष्ठों का नाम संख्या जहाँ से आपने लिए हैं क्योंकि आपके पास इतने सारा समय नहीं इसको आराम से व्यवस्थित करने के लिए और फिर आपने नोट बनाना पूरा कर लिया उसके बाद आपको एक प्रकार कीरूपरेखाबनानी है यह रूपरेखा समय से समय और इस रूपरेखा के अनुसार आप लिखेंगे तो यह रूपरेखा एकअनुस्मारकहै यह आपको अक्सर बताएगा कि किन हिस्सों को किस शीर्षक किस भाग किस खंड में जाना चाहिए था तो कृपया उसका पालन करें और फिर आखिर में व्यवस्थित कीजिए और जब यह व्यवस्थित है लिखना शुरू कीजिए अबFDRतकनीक के अनुसार जिसे कई शोधकर्ताओं ने दिया है यहFDRतकनीक है तथ्य चर्चा और सिफारिश कई लोग यह भी सुझाव देते हैं कि हमें एक प्रकार कीIMRAD करनी चाहिए अब क्या है यहIMRAD IMRAD वास्तव में है परिचय तरीका परियचतरीका और फिर परिचय तरीका फिर जांचनाऔर फिर चर्चा तो जब आपने यह सब कर लिए और सिफारिश भी तो जिस भी तरीके से आप चाहे आपको अपनी शोध लेखन का पीछा करना चाहिए इसके बाद आता है आकारदेना कैसे आप आकर दे सकते हैं अपने शोध लेखन या शोध पत्र को शोध पत्र भी अन्य प्रकार के शैक्षिक लेखन की तरह हैं वह काफी अर्थप्रकाशक निबंध जैसे हैं जहाँ आप समझाने जाएंगे और व्याख्या देने में अगर आप पाते हैं कुछ जिसके लिए सबूत देना है आप उसकी सहायता कीजिए और जब आपने उसे लिख लिया जब आपने आख़िरकार बना लिया अपना शोध आर्टिक्ल ध्यान रखिए कि आपके पास पर्याप्त समय है और पर्याप्त जगह है औरपर्याप्त विभाजन है हर चीज़ के लिए यानी हर शोध आर्टिक्लमें तीन चीज़ें भी होंगी परिचय मुख्य भाग औरनिष्कर्ष परिचय में जैसा हम कहते आ रहे हैं हम आपकी सारी विषय वास्तु का दस प्रतिशत देखता हैं परिचय में आप पहले ही जानते हैं क्या होना चाहिए एक परिचय में एक परिचय में पृष्ठभूमिहोना चाहिए एक परिचय में क्षेत्र और सीमा होनी चाहिए एक परिचय को यह भी चर्चा करनी चाहिए क्यों आप यह अनुसंधान कर रहे हैं और एक परिचय को बात करनी है क्रियाविधि के बारे में उसे सीमाओं के बारे में भी बात करनी है और फिर वह यह भी बताएगाकैसे आपके अनुसंधान को विभाजित और उप विभाजित किया गया है के अनुसार क्योंकि मुख्य भाग में आप चर्चा करने जा रहे हैं चर्चा वास्तव में केंद्र है आपके पूरे अनुसंधान का या आपकी थीसिस और फिर आखिर में निष्कर्ष परिचय में केवल थीसिस होगा क्योंकि परिचय में आप एक प्रकार कीपृष्ठभूमिबनाने जाएंगे और आप बना रहे हैं एक प्रकार काअनुस्थापन आप वास्तव में तैयार कर रहे हैं अपने पाठकों को बताने के लिए कैसे आपने शुरू किया और क्या है आपकी योजना ध्यान रखिए आपको परिचय में ज़्यादा झगडन नहीं चाहिए झगड़ने के लिए काफी समय है और काफी जगह है चर्चा के अंश में हर चीज़ जांचने के बाद हर चीज़ की चर्चा करने के बाद अब समय है निष्कर्ष करने का अब क्या होगा निष्कर्ष एक निष्कर्ष पूरे शोध पत्र की खोज को कहा जा सकते खोज सहज रूप से निष्कर्ष को बहुत छोटा होता होगा चर्चा शायद लम्बी हो सकती है मगर निष्कर्ष बहुत विशिष्ट होगा कुछ स्थितियों में लोग यह भी कहते हैं कि कोई नई सामग्री नहीं होनी चाहिए निष्कर्ष में कई विद्वानों ने यहतक कहा है कि परिचय में कृपया बहुत सारे संक्षिप्त व्याख्या और उद्धरण ना दें अब एक सवाल जो आप शायद सोच रहे होंगे क्योंकि आपकी अनुसंधान केवल आपने जो बोला उस पर आधारित नहीं है बल्कि उसके पास सहयोग है कुछ सबूत और कुछ कारणोंका जो आपको मिले हैं अन्य लेखकों से अन्यशोधकर्ताओंसे उन्हें कहाँ देना है वास्तव में उसके लिए या तो जब आप अपना कागज़ लिख रहे हैं आप पाठ में एक उद्धरण बना सकते हैं जब आप सहयोग कर रहे हिन् अक्सर आप कुछ ग्राफ दे रहे हैं कुछ चार्ट्स के साथ अक्सर आप कुछ जानकारी दे रहे हैं अक्सर आप कुछ उद्धरण दे रहे हैं अब यह सभी जब आप दे रहे हैं अपने सामग्री के पाठ में ध्यान रखिए क्योंकि आप जानते हैं इसे स्वीकार करना होगा आपका कागज़ पूरा होने के बाद संदर्भ के रूप में जब आप चर्चा करने जा रहे है क्या चीज़ें हैं जिन्हें झोना चाहिए था आपकी अनुसंधान के चर्चा वाले भाग में चर्चा वास्तवमें एकयथाक्रमजांच है यह एक यथाक्रम जांच है मेरा मतलब एक से एक से एक ताकि आप पाठकों या अन्य शोधकर्ताओं की दिलचस्पी बनाए रखें तो यह एक यथाक्रम व्याख्या है और इसे बांटा गया है क्योंकि अगर आप हर चीज़ को बिना विभाजन औरउपविभाजनके डालेंगे तो पाठकों को एक प्रकार कीकुंठामहसूस होगी उन्हें लगेगा की सामग्री बहुत जटिल है तो क्या होनाहै उन्हें वास्तव में बांटना है विषयऔरउपविषयके साथ और यह सभी जब ऐसे कुछ दावे देने हैं या तो आप विरोध करेंगे या आप सहायता करेंगे या आपके दावे की सहयोग की जा रही है तो आप उनकी सहायता करनी चाहिए सबूत के साथ और आपको परिचय करना चाहिए मेरा मतलब आप लेखक हैं तो आपकी वास्तव में मुख्य भूमिका या प्रधान भूमिका है तो परिचय करिए अपने तर्क का मगर अपनी सोच की धारा का परिचय करते समय ध्यान रखिए कि पाठ में उद्धरण और अनुच्छेद का ज़िक्र है मगर आप लेखक को पहचान रहे हैं इसलिए शोध पत्र पढ़ते समय आप पाएंगे कि जब लेखक जब आप एक उद्धरण ले रहे हैं उनका पाठ में ज़िक्र है मगर कभी कभी उद्धरण लम्बे होते हैं अक्सर उद्धरण दो या तीन याक्यों से लम्बे होते हैं इस स्थिति में क्या करना है वास्तव में हमें उन्हें इंडेंट करना चाहिए कृपया सुनिश्चित करिए कि आप उपयोग कर सकते हैं अगर आप शब्दप्रसंस्करणकर रहे हैं इस्तेमाल करिए टैब बटन का ठीक और ऐसे आप उन्हें बहा सकते हैं या इंडेंट कर सकते हैं तीन वाक्यों से ज़्यादा लम्बी उद्धरण को इंडेंट करना है ताकि वह अलग लगें और और आपका कार्य समाप्त नहीं होता केवल इसे यहाँ इंडेंट करने से मगर सुनिश्चित करिए कि आप उन्हें स्वीकार करेंगे ग्रंथसूची या संदर्भ भाग में क्योंकि आजकल हमें बहुत सावधान होना होता है कि जो भी हम लिख रहे हैं और अगर हमने किसी और सामग्री की सहायता ली है इस विषय पर लेखकको पहचानना है और स्वीकार करना है वरना आपको बाद में यह मुसीबत में दाल सकती है लोग शायद कहें कि आपने साहित्यिक चोरी की है तो हमेशा बेहतर होता है स्वीकार करना अन्य लेखकों को अगर आपने उसका नॉट लिया था अब यहाँ एक उदाहरण है जिसे दिया जा सकता है और क्योंकियहाँ मै बात कर रहा हूँ कुछ लाइन उद्धरण करने की ठीक तो ऐसे आप पता कर सकते हैं इसका क्या मतलब था इसे लिया गया है डब्ल्यूबीयीट्स की एक कविता से दूसरी बार आना और लेखक या शोधकर्ता जब वह बात कर रहे हैं कुछ और चीज़ों के बारे में वह यह भी कहते हैं यह उसकी कविता है दूसरी बार आना ना केवल प्रस्तुत करता है यह घटिया सच्चाई है युग की मगर सभी युगों में आराजकता और उलझन होने के बावजूद कवि आज़ादी चाहते हैं जो इंतज़ार करते हैंआध्यात्मिकबदलाव और पुनर्जनन के रूप में और फिर वह एक उद्धरण देता है कविता से शायद लेखक बात कर रहा है या लिख रहा है एक आर्टिकल आध्यात्मिक बदलाव परपुनर्जननमें किसी अन्य कविता में मगर फिर उसे बनाते समय वह अपनी दृष्टिकोण की सहायता करने की कोशिश भी कर रहा है कुछ पंक्ति ले कर आपको उद्धरण देता है घूम घूम कर चौड़ी होती चक्र मेंबाज़सुन नहीं सकता बाज़ के चीज़ें चीज़ें बिखर जाती हैं केंद्र रख नहीं सकता केवल अराजकता छोड़ दिया गया है दुनिया में और हर जगह मासूमियत कीसमारोहको डुबाया गया है सबसे बेहतरीन के पास कुछदोषसिद्धिनहीं जब की सबसे ख़राब के पास उत्साहीतीव्रताहै अब यह बहुत अच्छा लगता है जब हम इसे बोलते हैं जब हम इसे उद्धृत करते हैं इसी तरीके से जब आप इसे उद्धृत करते हैं पाठ में कृपया ध्यान रखिए कि आप ना केवल वास्तव पंक्तियों का ज़िक्र कर रहे हैं बल्कि आप उसे स्वीकार भी करेंगे ग्रंथसूची में और यहाँ पाठ में जगह औरआवृतिऔर अनुक्रम के अनुसार भी लेखक साहित्यकार ने ज़िक्र किया है कि यह पांचवा उद्धरण है इस आर्टिक्ल का तो अगर आप ऐसे करते हैं आप सच्चे बन रहे हैं और आपके दावोंकी सहायता की जाएगी अगला कागज़ लिखने के बाद मेरा मतलब कई लोग शायद सोच रहे होंगे क्योंकि यहाँ हम पूर्ण विवरण नहीं दे सकते एक पूरे शोध पत्र की वरना यह कुछ और समय लेगा जैसे आप लिखते हैं एक सम्मेलन पत्र एक शोध पत्र भी उसी प्रकार लिखा जा सकता है मगर मूल अंतर दोनों के बीच में है एक सम्मेलन पत्र को पढ़ा जाता है शोध पत्र को छापा जाता है जब आपने एक शोध पत्र लिख लिया अब सोचिए पत्रिकाओं के बारे में जहाँ आप भेजने वाले हैं आजकल आप शायद बहुत सचेत हैं और आपको चेतावनी देनी चाहिए कि आप अच्छी पत्रिकाओं में छपाने जा रहे हैं क्योंकि कई संगठनों में ऐसे कुछ दिशानिर्देशभी दिए गए हैं कि किस पत्रिका को आपको अपना कागज़ भेजना चाहिए तो ध्यान रखिए इंडेक्सिंग और सब और फिर सोचिए जब आप कागज़ देने जाएंगे और आप खुश हो रहे हैं कि आपका कागज़ स्वीकार हो गया है ना कृपया ध्यान रखिए कि आप कोशिश करें समझने का सीमाएं विषय संख्या और उम्मीदें पत्रिका की और उसके अनुसार आप कागज़ भेज सकते हैं अब हम आते हैं एक बहुत विशिष्ट शैक्षिक लेखन पर वह है थीसिस लिखना और आप शायद सोच रहे होंगे कि अगर किसी ने पीएचडी करि है वह अच्छा कागज़ लिख सकता है ज़्यादातर विश्वविद्यालयों में क्या होता है विद्यार्थियों को थीसिस लिखने का अनुभव दिया जाता है आर्टिकल या शैक्षिक आर्टिकल लिखने से पहले तो अब क्या होताहै एक थीसिस लिखना काफी मिलता है शैक्षिक आर्टिकल से Refer slide 3058 तो अगर किसी ने आर्टिकल लिखने की अभ्यास की है कई विश्वविद्यालोंमें वह कहते हैं कि पीएचडी के समय विद्यार्थियों को शैक्षिक आर्टिक्लभी लिखना है तो अब उनके पास शायद यह अनुभव होगा शैक्षिक लेखन लिखने का और इन शैक्षिक आर्टिकल्स को बदला भी जा सकता है शैक्षिक थीसिस में मगर फिर यह निर्भर करता है उनके शीर्षक क्या हैं उनके विषय क्या हैं उनकेशिक्षणक्या हैं यह बदलता है एक शिक्षण से दुसरेशिक्षण तक मगर फिर एक थीसिस लिखना एक शैक्षिक आर्टिकल लिखने जैसा है जब कोई थीसिस लिखता है शायद कोई उतनाप्रौढ़नहीं है कोई उतना सक्षम नहीं है क्योंकि थीसिस लिखना बहुत थका देता है और एक व्यक्ति और कोई एक लेखक जो थीसिस लिख रहा है वास्तव में देखिए इसे वास्तव में यह बहुतव्यक्तिपरकबन जाता है मगर जब कोई शोध पत्र लिखता है उसे बहुत ध्यान देना होता है और फिर थीसिस लिखना बदलता है विभिन्न शिक्षणों में तो आपको समझना होगा किस शिक्षण में आप लिख रहे हैं क्या हैं सीमाएं कुछ संगठनों में वह आपको एक दिशानिर्देशकभी देते हैं कि थीसिस कैसे लिखनाहै और क्या हैं प्रलेखन के भाग और यह सब और फिर दुनिया की ज़्यादातर देशों में कला और सामाजिक विज्ञान थीसिस वास्तव में तर्क पर ध्यान देते हैं आप पाएंगे जब आप एक थीसिस कर रहे हैं साहित्य में या कहने के लिए मानविकी सामजिक विज्ञान में तो यहाँ ज़्यादा विरोध है मगर जब आप कुछ कर रहे हैं विज्ञान याअभियांत्रिकीमें वह प्रयोग पर ज़्यादा निर्धारित है तो यह बदल सकता है मगर अंत में थीसिस लिखने और आर्टिकल लिखने के पीछे उद्देश्य है लोगों को अपने दृष्टिकोण के बारे में बताना आपके थीसिस के पास उतने सारे पाठक नहीं हैं मगर आपके आर्टिकल्स को ज़्यादे पाठक मिलेंगे उनके पास ज़्यादा संभावना है बढ़ने की उनके पास वास्तव में ज़्यादि संभावना है लोगों द्वारा पढ़े जाने की बेशक प्रौद्योगिकी के परिचय के साथ और दुनिया भर में कई उपलब्धियों के परिचय के साथ थीसिस भी इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रूप में है जहाँ लोग आपके कार्य के बारे में जान सकते हैं मगर फिर भी कुछ सीमाएं हैं अब जब आप थीसिस लिखने जा रहे हैं थीसिस लिखना एक जटिल प्रक्रिया है दुनिया के ज़्यादातर देशों में आपको दो या तीन साल दिए जाते हैं विषय और स्थिति के अनुसार अक्सर समय बढ़ सकता है उसके भीतर हमेशा बेहतर है क्योंकि आप एक शोधकर्ता या एक लेखक के रूप में आपने पहले ही साहित्यिक समीक्षा की है मगर यहाँ इस स्थिति में आपको कुछ थीसिस भी जांचने होंगे जिन्हें आप अपनी पुस्तकालय या डेटाबेस में पा सकते हैं यह अनुभव करने के लिए कि थीसिस की भाषा कैसे अलग है और फिर जब भी आप शुरू करें एक साहित्यिकसर्वेक्षणजैसा मै आपको कहते आ रहा हूँ कृपया शुरू से लिखना जारी रखें नोट बनाने के रूप में लिखना क्योंकि एक थीसिस लिखना एक दिन का काम नहीं है आप इसे अचानक से नहीं लिख सकते हैं वास्तव में इसे बहुत मेहनत की ज़रूरत है और आपकी मेहनत को इनाम केवल दो या तीन साल बाद मिलेगा मगर जब आप कुछ अनुसंधान करने जा रहे हैं किसी विशिष्ट क्षेत्र में हमेशा सुझाव दिया जाता है अपनी कार्य की चर्चा करें अपने शिक्षण के लोगों से Refer slide 3426 शायद अब मै यह क्यों कह रहा हूँ अक्सर आपको शायद पता नहीं हो क्या चल रहा है और शायद आपके कुछसहकर्मीया आपके कुछ दोस्तों को वह शायद पहले ही पता चल गया हो तो वह आपको सुझाव देंगे या तो एक विशिष्ट पुस्तकालय जाने या एक विशिष्ट कागज़ पढ़ने कभी कभी तोपर्यवेषकसबसे अच्छे मागदर्शकहोते हैं वह आपको बता भी सकते हैं मगर सवाल है कब तक आप सम्बंधित हैं आपके पर्यवेषकसे कृपया हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी आप लिखते हैं अपने थीसिस के रूप में या जो भी सामग्री आप इकट्ठा करते हैं वह कई जगह रखी है हमेशा बैकअप रखिए क्योंकि आपको कभी नहीं पता जब प्रौद्योगिकी कभी असफल होती है या आपके लिखित सामग्री के साथ शायद किसी प्रकार की दुर्घटना हो या कुछ भी तो हमेशा कहा जाता है कि हमारे पास कई बैकअप होने चाहिए और कृपया बात करिए अपने पर्यवेश से लगातर अक्सर अगर आपको लगे आप भी कुछ चर्चा कर सकते हैं अपने दोस्तों की छोटी समूह में या छोटी समूह में और वह एक तरीका है क्योंकि जब कोई अपना थीसिस करने जा रहा है उसे हमेशा विशिष्ट सम्मेलन में जाना चाहिए जहाँ उस शिक्षण के सम्मेलन चल रहे हैं और उन्हें एक अवसर मिलता है न केवल बातचीतकरने का मगर नए खबर जानने का भी यह आपके कार्य को वास्तव में बेहतर करेगा और आप उन्हें अपने शोध कार्य में भी डाल सकते हैं ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बख्शीस हैं जो हमें हमेशा दिमाग में रखने चाहिए चाहे हम एक शोध पत्र लेख रहे हैं या एक सम्मेलन पत्र या हम एक थीसिस लिख रहे हैं Refer Slide 3558 जैसा मैने पहले ही कहा एक थीसिस बहुत ध्यान केंद्रित चीज़ है और यह सीमित है एक विशिष्ट भाग तक मगर फिर एक शोध पत्र को ज़्यादे दर्शक मिलते हैं तो यह हमेशा बेहतर होता है अपने पाठकों के बारे में जानना अपने पाठकों को हमेशा ध्यान में रखिए और भाषा भी भाषा बदल सकती है विभिन्न शिक्षणों के अनुसार मगर ध्यान रखिए जब आप एक थीसिस लिख रहे हैं भले ही लोग हमेशा कहते हैं अधिकशब्दजालउपयोग करने से अवगत रहनाचाहिए मगर कुछ विशिष्ट क्षेत्र में जब आपके कार्य को पढ़ा जाएगा केवल उस क्षेत्र के लोगों द्वारा शब्दजाल उतनी कठिनाई नहीं देते हैं मगर फिर हमेशा सुझाव दिया जाता है कि हमें एक सरल मगर मानक भाषा उपयोग करना चाहिए और एक उचित अनुक्रम और घटना होनी है जिस भी तरीके से आप लिख रहे हैं जिस भी रूप में आप लिख रहे हैं और एक सुझाव जो काफी अनिवार्य है जिसे ध्यान में रखना है कृपया ध्यान रखिए आप नकारने और बहुत सारेसंक्षिप्तकरणसे बचें ऐसा देखा गया है कि अक्सर बहुत सारे संक्षिप्तकरणआपके चीज़ों को बहुत जटिल बना सकते हैं क्योंकि आपके पाठको को शायद संकेत ना हो उन सभी संक्षिप्तकरण का अगर आपने बहुत सारे संक्षिप्तकरण उपयोग किए हैं पहला है कि आपको बहुत सारे संक्षिप्तकरण उपयोग नहीं करने चाहिए मगर अगर आपने उपयोग किए हैं बहुत सारे संक्षिप्तकरण हमेशा बेहतर है कि आप एक अलग पृष्ठ डालें या शामिल करें जहाँ आपने समझाए हैं यह सभी संक्षिप्तकरण और अपनी लेखन को दिलचिस्प बनाने के लिए और अपनी लेखन को इंटरैक्टिव बनाने के लिए कृपया वाक्य की लम्बाई को बदलिए सभी वाक्यों को लम्बा नहीं होना चाहिए सभी वाक्यों को सुलझाया नहीं होना चाहिए सभी वाक्यों को बहुत जटिल नहीं होना चाहिए सभी शब्दों को या शब्दावली को बहुत ऊँचा या जटिल प्रकृति का नहीं होना चाहिए तो वाक्य की लम्बाई को बदलना है और आपके कार्य को अक्सर बांटना है अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है इस स्थित में है जानना कि आपने हर चीज़ कर ली सभी लेखन के टुकड़े चाहे वह है सम्मेलन पत्र शोध पत्र किताब समीक्षा या थीसिस कृपया याद रखिए पढ़ना औरसंशोधनकरना क्योंकि आपने यह किया है हमेशा बेहतर है कि आप उसे खुद पढ़ें और संशोधन करें क्योंकि कोई भी कार्य उत्तम नहीं बन सकता केवल एक बार पढ़ के और एक संशोधन में आपके अक्सर बांटा है आप जानते हैं आप के सम्मेलन में थे और आप वापिस आते हैं और आपको पता चलता है कुछ नया किया गया है और अगर आपको लगता है कि वह किसी ना किसी तरीके से आपके कार्य का सहयोग करेंगे तो आप उनका ज़िक्र कर सकते हैं इसलिए और संशोधन बहुत ज़रूरी है ना केवल भाषा की दृष्टिकोण से मगर जांचने की दृष्टिकोण से भी आपको अक्सर शायद महसूस हो कुछ शब्दों को हटाना है कुछ नकारात्मक को सकारात्मक बनाना है कुछ उल्लेखनसही प्रारूप में नहीं हैं तो यह सभी काफी अनिवार्य है जब आप लिखने जा रहे हैं अब ऐसे कुछ बख्शीस हैं जो हमें हमेशा ध्यान में रखने चाहिए क्योंकि कई लोगों को लेखक बाधा हुई है अब क्या है यह लेखक बाधा चाहे किसी के पास बहुत सारे विचार हो बहुत सारी छात्रवृति हो हम केवल यह सोचते हैं कि हम लिख नहीं सकते जब तक लेखनलाभप्रदनहीं आपके पास एक अनुभव है आपके पास एक कल्पना है आप जानकारी के कुछ तथ्यात्मक टुकड़े से मिले जहाँ और आप कुछ अंतराल जान पाएं हैं आपको तुरंत लिखना चाहिए क्योंकि कभी कभी यह होता है मानव प्राकृतिक रूप से एक प्रकार की आराम चाहता है एक प्रकार की आज़ादी और कभी कभी आलस के कारण हम लिखना भी नहीं चाहते हैं वहां हमें कहना है हमें उद्धरण देना है एडवर्ड यंग की एक पंक्ति का जिन्होंने कहाटालमटोलसमय का चोर है अगर आप केवल यह सोचते हैं कि आप इसे कल कर लेंगे या आप केवल टाल देंगे कुछ आने वाले दिनों सहज रूप से आप वक्त चुराएंगे टालमटोल समय का चोर है साल के बाद साल वह चुराते रहता है जब तक सब भाग जाते हैं अगर आप सही में अपनी उपस्थिति महसूस करवाना चाहते हैं साहित्य में विद्वानों कीआकाशगंगामें आपको वास्तव में लिखना जारी रखना होगा विकसित होना जारी देखना जारी रखना होगा आप कहाँ हैं और यह संभव है क्योंकि आप जानते हैं टालेंगेटालमटोल द्वारा मेरा मतलब टालनाअगर आप कुछ टालेंगेआप जानते हैं यह टलते रहेगा और वह दिन आएगा जब आपको लगेगा कार्य बहुत कठिन है आप जानते हैं यह बहुत मुश्किल बन जाता है तो औरएक पल की दया बहुत चिंता छोड़ जाती है एक अनंत स्थल का अगर आप वास्तव में अपना सब्र महसूस करना चाहते हैं जैसा मैने कहा है मै सही में प्रशंसा चाहता हूँ आपको लिखना जारी रखना होगा और लिखने के लिए पहला है कि आपके पास एक साहित्य समीक्षा होनी है और आपको समझना है आप क्यों लिख रहे हैं जैसा मैने कहा हमें लिखना है ना केवल कि हम संतुष्ट होना चाहते हैं हमें इसलिए भी लिखना है क्योंकि हमें अपनी ज्ञान बाहर की दुनिया के साथ बांटनी है जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और जिनका मुझे यहाँ ज़िक्र करना है व्यवस्थित करते रहिए अपनी लेखन को हर दिन लिखिए छोटे टुकड़े भी चीज़ों के लिखिए हर दिन लिखना जारी रखिए व्याकुलता से बचिए कभी ना कभी आप व्याकुल महसूस करेंगे ऐसे इतने सारे चीज़ें हैं जो आपको व्याकुल कर सकते हैं कुछ लोग अक्सर अफवाह फैलाते हैं कुछ लोग बहुत समय लगते हैं मिलने झुलने में मगर एक शोधकार्य के रूप में आप जानते हैं आपको अपने आप को दूर रखना है किसी न किसी तरह से या कुछ अन्य सीमाओं के साथ कोई भी एक दिन में उत्तम नहीं बन सकता और मत सोचिए कि आप एकपूर्णतावादीबनेंगे हमें लिखते रहना है हर दिन या दुसरेतो एक पूर्णतावादी बनने से बचिए अपने सामाजिकव्यवधानसिमितकरिए कोई ज़रूरत नहीं अपने आप को पूरा अलग रखने कीपृथकया आपने आप को पूरा दूर रखने की मगर फिर पहचानिए आप क्या कर रहे हैं और फिर जब आपने हर प्रकार की लेखन कर ली कृपया पढ़िए और अपनी लेखन का संशोधन करिए ताकि अगर कुछ बचा है आप उसे पूरा करेंगे अगर कुछ अधिक है आप उसे छोटा करेंगे क्योंकि आप केवल अपने लिए अपनी संतुष्टि के लिए नहीं लिख रहे हैं बल्कि आप वास्तव में दूसरों की संतुष्टि के लिए लिखने जा रहे हैं मेरे प्रिय दोस्तों जैसा मैने पहले ही कहा है कि शैक्षिक लेखन के कुछ सीमाएं हैं क्योंकि वह न केवल तथ्य पर आधारित है वह अनुभव पर भी आधारित है वह खोज पर आधारित है अब कहाँ आप खड़े होते हैं कि आप खुद महसूस कर सकते हैं मगर आपकी इच्छाओं और आपकी दुनिया में उपस्थिति के अनुसार मुझे लगता है आप तय करेंगे कि आपको हर दिन लिखना है आपको ज्ञान के लिए योगदान देना है क्योंकि आपका योगदान ज्ञान के लिए अगर आज नहीं महसूस हुआ तो कल महसूस होगा इसलिए हम पढ़ते आ रहे हैं काफी सारे लेखकों को आज भी ऐसे युग में भी जहाँ हम डिजिटल बन गए हैं लेखिन उन सभी लोगों की लेखन इन सभी लोगों की अनुसंधान मददगार रही है और उन्होंने बहुत योगदान दिया है मानवता को और मानवता को अँधेरे सुरंगों से बाहर खीच रहे हैं सुन्दर धुप तक जहाँ हर चीज़ संभव है क्योंकि दुनिया चलती है कभी कभी अनुसंधान कर रही है और तैयार है हमें सभी चीज़ें देने के लिए और वह हमें बहुत खुशी और संतुष्टि दे सकती है मै आपको धन्यवाद देता हूँ इतने सब्र के साथ इन भाषणों को सुनने के लिए मुझे लगता है आप इनका उपयोग करेंगे आने वाली दिनों में अपनी पहचान और अपनीउपस्थितिशिक्षा की दुनिया में महसूस कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ हो